आपका स्वागत है एनपीटीईएल कोर्स अप्रिशिएट लिंग्विस्टिक्स अ टाइपोलॉजिकल अप्रोच Appreciating Linguistics A Typological Approach के इस सेशन में अभी तक हमने शब्दों शब्दांशों और ध्वनियों के बारे में चर्चा की और समझा हमने मोरफ़ोलॉजी मोरफ़ोलॉजिकल टाइपोलॉजी फोनीम फनेटिक्स फोनोलॉजी और फोनोलॉजिकल टाइपोलॉजी के बारे में चर्चा की और जाना इस सेशन में हम भाषा में वाक्य रचना के बारे में चर्चा करेंगे यह इस कोर्स का सिंटेक्स सेशन है हम शुरुआत सिंटेक्स से जुड़ी आम जानकारी से करेंगे फिर वाक्य रचना पर जाएंगे और फिर धीरे धीरे सिंथेटिक टाइपोलॉजी के बारे में चर्चा करेंगे आइए सिंटेक्स क्या है यह समझते हैं और क्यों यह महत्वपूर्ण है क्यों हमें वाक्यों को समझना है जब हम मोरफ़ोलॉजी की बात कर रहे थे हमारा ध्यान शब्दों और उनके टुकड़ों पर था हमने देखा था कि यह कोई भी भाषा का सबसे मूल तत्व है और जब हम बोलते हैं हम केवल एक नहीं बहुत सारे शब्द बोलते हैं और यही वाक्य बन जाते हैं एक बिना सोचा समझा अक्षरों का गठन कोई शब्द की उत्पत्ति नहीं करेगा ऐसे ही बिना सोचा समझा शब्दों का गठन कोई व्यवस्थित वाक्य रचनाओं की उत्पत्ति नहीं करेगा जब आप किसी वाक्य को बनाने का विचार करते हैं आपको ध्यान रखना है कि शब्दों को किस तरह क्रमबद्ध करेंगे और आखिर वाक्य क्या है आइए पहले एक आम इंसान की सिंटेक्स की समझ देखते हैं फिर हम भाषा विज्ञानियों वाली पर भी ध्यान देंगे एक आम इंसान के शब्दों में कुछ शब्दों का मेल इसका कोई अर्थ होता है उसे हम वाक्य कह सकते हैं लेकिन मोरफ़ोलॉजी और फनोलॉजी की समझ के साथ क्या ऐसी परिभाषा पूर्ण है हमने जब शब्दों और मोरफ़ोलॉजी की बात की थी तब हमने यह चर्चा की थी कि कुछ अक्षर जब इकट्ठा होते हैं तब शब्द बनते हैं लेकिन कितनी बार एक अक्षर भी शब्द बना सकता है हम देखेंगे कि क्या वाक्य में भी हर बार कुछ शब्दों की आवश्यकता है या कभी एक शब्द भी वाक्य की तरह उपयोग किया जा सकता है उदाहरण के तौर पर यह वाक्य देखते हैं आय एम अ टीचर यहां पर चार शब्द आइ एम अ और टीचर ये सभी सोच समझकर क्रमबद्ध किए गए हैं इसलिए पूर्ण अर्थ वाला एक वाक्य बना है यहां पर आई सर्वनाम है एम संयोजक क्रिया है अ आर्टिकल है और टीचर संज्ञा है इस तरह से ये चार भागो ने मिलकर एक वाक्य बनाया है यहां पर यदि शब्दों के क्रम को बदल दिया जाता है तो काफी दिक्कत हो जाएगी वाक्य के लिए जैसे की हम यह नहीं कह सकते आई टीचर आय एम अ यह संभव नहीं है हम यह भी नहीं कह सकते आई अ टीचर आई एम इन सभी को एक क्रम में रखना आवश्यक है यदि इसे एक वाक्य का रूप देना है इस तरह से हमें हमेशा सिखाया गया है कि वाक्य एक नियम अनुसार बनता है उसमें एक कर्ता और सकर्मक और अकर्मक क्रिया के हिसाब से एक या अधिक कर्म होंगे और उस हिसाब से हमें वाक्य की रचना करनी है अब देखते हैं क्या केवल एक ही शब्द से वाक्य बन सकता है चलो अंग्रेजी से शुरूआत करते हैं फिर विश्व की दूसरी भाषाओं में भी देखेंगे अंग्रेजी में तो यह संभव है जैसे कि मैं पढ़ा रही हूं और वहां कोई विद्यार्थी है जो बाहर इंतजार कर रहा है और मेरी अनुमति मांग रहा है अंदर आने के लिए इसलिए जब विद्यार्थी कहता है क्या मैं अंदर आ सकता हूं मैं उत्तर में सिर्फ एक ही शब्द कहती हूं यस यहां पर यस के बाद एक पूर्णविराम आता है यहां पर एक ही शब्द है लेकिन यह पूरे वाक्य की तरह प्रयोग किया जा सकता है क्योंकि इसका अर्थ यही है कि हां आप अंदर आ सकते हैं यहां पर यस के स्थान पर हम कम का भी प्रयोग कर सकते थे और इसका अर्थ भी वही होता यहां पर भी एक ही शब्द पूरे वाक्य की तरह काम कर रहा होता इसलिए यह कहना कि वाक्य हमेशा बहुत सारे शब्दों का गठन है तो यह सही नहीं कितनी बार एक शब्द ही वाक्य बना देता है यह एक तरीका है वाक्य को समझने का फिर बाद में मैं आपको यूल कि १९९० में लिखी एक किताब के कुछ संदर्भ दूंगी जिसमें बताया गया है कि कैसे कितनी बार हम ऐसे शब्दांश और रचनाओं का प्रयोग करते हैं जो स्कूल में सीखें व्याकरणिक रूप से सही नहीं होते यूल की किताब से यहां पर एक संदर्भ लेती है यहां पर एक खत है एक औरत है और उसका पति है वह औरत रेडियो स्टेशन के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाने गई एक गलती के लिए जो उसके लिए छोड़े गए एक मैसेज में थी उस लेटर में कुछ ऐसा लिखा था कि प्रिय एन लैंडर्स मेरे पति ने एक विज्ञापन रेडियो पर करने के लिए दिया था जो यहां पर रेडियो स्टेशन पर किसी ने लिखा था उस विज्ञापन की कॉपी में एक वाक्य ऐसा था मी एंड माय फैमिली विल बी मूविंग टू दिस टाउन Me and my family will be moving to this town अब क्या व्याकरणिक रूप से यह वाक्य सही है या क्या आपको लगता है इस तरह से बोलना सही है उस स्त्री ने कहा कि वह इस तरह का वाक्य स्वरूप देखकर दंग रह गई उसके पति ने बताया कि यह रेडियो वालों की गलती है यह सुनने में बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा पति और पत्नी दोनों ही इस विज्ञापन को रेडियो पर सुनाए जाने के खिलाफ थे उन्हें यह व्याकरणिक रूप से सही नहीं लग रहा था लेकिन यह लिखा जा चुका था रेडियो वालों ने उससे कहा कि आप गलत है क्योंकि हमने नॉर्थ वेस्ट विश्वविद्यालय के एक इंग्लिश मेजर स्नातक को टेलीफोन पर इसके बारे में पूछा और उसने यह कहा कि दोनों वाक्य सही है मी एंड माय फैमिली कहो या आई एंड माय फैमिली दोनों ठीक है अब जब एक इंग्लिश मेजर के विद्यार्थी ने यह कह दिया है कि दोनों वाक्य सही है तो यह और भी पेचीदा हो जाता है आइए हम देखें क्या ये दोनों वाक्य व्याकरणिक ढंग से सही है अब मी एंड माय फैमिली वाला वाक्य देखते हैं यहां पर मी एंड माय फैमिली करता है यह संयोजन के साथ पूरा एक भाग है अब इन दोनों वाक्यों को अर्थ को समान रखते हुए दो भागों में बांटते हैं जब हम कहते हैं मी विल बी मूविंग टू टाउन और माय फैमिली विल बी मूविंग टू टाउन यहां पर क्या सही है और क्या गलत है जब आप कहते हैं माय फैमिली विल बी मूविंग टू द टाउन यह बिल्कुल ठीक है लेकिन जब हम कहते हैं मी विल बी मूविंग टू द टाउन यहां कुछ गड़बड़ है यह सुनने में अटपटा लगता है कोई भी अंग्रेजी का देसी वक्ता मी विल बी मूविंग टू द टाउन को व्याकरणिक रूप से सही नहीं कहेगा यहां पर गलत क्या है हमें समझना होगा कि व्याकरणिक रूप से वाक्य कब सही होता है मी एंड माय फैमिली आर गोइंग टू द मार्केट व्याकरणिक रूप से सही ना हो लेकिन देसी वक्ता इसी तरह बोलते हैं थोड़े समय पहले ही हमने देखा था कि ऐसा जरूरी नहीं कि एक वाक्य बनाने के लिए बहुत सारे शब्दों की आवश्यकता पड़े हमेशा वाक्य की व्याकरणिकता और उसकी स्वीकार्यता यह दो भिन्न चीजें हैं कई बार वाक्य अव्याकरणिक होते हैं पर स्वीकारे जा सकते हैं कई बार व्याकरणिक होते हैं पर अस्वीकारय होते हैं कई बार अव्याकरणिक होते हैं और अस्वीकार्य होते हैं और कई बार व्याकरणिक और स्वीकार्य होते हैं तो ये ४ परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशन्स हमने ढूंढे हैं यह सिंटेक्स को समझने का दूसरा कार्य क्षेत्र है एक कार्य शेत्र था कि आप सिर्फ शब्दों के क्रम पर ध्यान दें और वाक्य अर्थ बराबर निकल जाएगा इस तरह एक स्वरूप है और दूसरा अर्थ है और जब यह दोनों एक साथ आते हैं तब एक बहुत ही अच्छा वाक्य मिलता है जैसे कि अच्छे बुरे की बात करें तो अच्छा वाक्य वह है जो व्याकरणिक रूप से स्वीकार्य है और बुरा वाक्य वह है जो अव्याकरणिक है और अस्वीकार्य है एक आम इंसान इसी तरह से समझेगा लेकिन यहां पर भी कुछ असमंजसता मिलेगी यहां पर हम व्याकरणिक वाक्यों के आगे एक टिक् और स्वीकार किए जाने वाले वाक्यों के आगे दो टिक् लगाते हैं अब हम देखते हैं कौन सा वाक्य क्या है इस वाक्य को देखें माय फ्रेंड इज ए डॉक्टर फिर हम लिखेंगे माय फ्रेंड आर अ डॉक्टर इन दोनों वाक्यों की तुलना कीजिए फिर एक है कलरलेस ग्रीन आईडियाज़ स्लीप फ्यूरियसली और है रेड बुल इस स्लीपिंग पीसफुल्ली फिर एक वाक्य है मी एंड माय फैमिली विल बी मूविंग टू दिस टाउन इस तरह हमारे पास पांच वाक्य हैं इस तरह इन पांचों में हम देखेंगे कौन सा व्याकरणिक है और स्वीकार्य है कौन सा अव्याकरणिक है फिर भी स्वीकार्य है और कौन सा व्याकरणिक है पर अस्वीकार्य है और कौन सा अव्याकरणिक और अस्वीकार्य है मी एंड माय फैमिली विल बी मूविंग टू दिस टाउन यह हम पहले देख चुके हैं कि यह अव्याकरणिक है पर स्वीकार्य है यह था पहला वाक्य अब दूसरा वाक्य माय फ्रेंड इज अ डॉक्टर यहां पर एक करता है एक क्रिया है यह व्याकरणिक और स्वीकार्य दोनों है अब तीसरा वाक्य माय फ्रेंड आर अ डॉक्टर यह व्याकरणिक है क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कुछ दिक्कत है और यह अस्वीकार्य है चौथा वाक्य नियोम चोम्स्की का बहुत प्रसिद्ध वाक्य है कलरलेस ग्रीन आईडियाज स्लीप फ्यूरियसली क्या यह व्याकरणिक है आइए देखते हैं यहां पर कलरलेस ग्रीन आईडियाज करता है यह एक बहुवचन करता है क्योंकि आईडियाज बहुवचन है यहां पर स्लीप क्रिया है और फ्यूरियसली एडजंक्ट है आप इसे क्रिया विशेषण भी कह सकते हैं तो यहां पर कोई भी तरह की दिक्कत नहीं है इसलिए इसे व्याकरणिक कह सकते हैं अब इसकी स्वीकार्यता देखते हैं क्या कभी कोई इस तरह का वाक्य बोलेगा अगर कोई कलरलेस है तो वह ग्रीन कैसे हो सकता है यहां पर यह ऑक्सीमोरोन है यहां पर दो विपरीत चीजों को एक साथ लाया गया है और यह दोनों विपरीत चीजें कर्ता के रूप में एक साथ आ गई है इसलिए यह वाक्य अस्वीकार्य है अब स्लीप और फ्यूरियसली को देखें अब यदि आप सो रहे हैं तो आप फ्यूरियस कैसे हो सकते हैं यहां पर भी दो विपरीत चीजों को एक साथ लाया गया है इस तरह से कलरलेस ग्रीन आइडियाज स्लीप फ्यूरियसली व्याकरणिक रूप से एकदम सही है लेकिन क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकलता यह अस्वीकार्य है पांचवे वाक्य को देखें द रेड बुल इस स्लीपिंग पीसफुली यह ठीक है यहां पर द रेड बुल करता है इस स्लीपिंग प्रिडिकेट है पीसफुली यहां पर क्रिया विशेषण या एडजंक्ट है इसलिए पांचवा वाक्य व्याकरणिक और स्वीकार्य दोनों है हमें ये पेटर्न्स मिले हैं वाक्य १ और ३ अव्याकरणिक और स्वीकार्य हैं २ और ५ व्याकरणिक और स्वीकार्य है इस तरह नियम अनुसार वाक्यों की रचना कराने वाले नियमों को प्रिसक्रिप्टिव ग्रामर या प्रिसक्रिप्टिव रूल बेस्ड ग्रामर कहते हैं लेकिन लिंग्विस्टिक्स में डिस्क्रिप्टिव ग्रामर अधिक महत्वपूर्ण है देसी वक्ताओं के संदर्भ में आप देखेंगे कि कितनी बार ऐसा होता है की वाक्य रचनाएं अव्याकरणिक है फिर भी स्वीकारनीय है यह सब संदर्भों को देखने के बाद हमें समझ आता है कि हमें जिस तरह का व्याकरण सिखाया गया है उसे बदलने की आवश्यकता है और व्याकरणिक और स्वीकार्य वाक्य रचनाएं और व्याकरणिक और अस्वीकार्य रचनाओं को हमें समझाना आना चाहिए ये सब असमानता ढंग से समझाई जानी चाहिए यहां सोचने वाली बात यह है कि क्या लिंग्विस्टिक्स वाक्य रचना बेहतर तरह से समझा सकती है यही सिंटेक्स कार्य क्षेत्र का ध्येय है यह सिंटेक्स पर थोड़ा सा प्रारंभिक ज्ञान था